पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की जीवन चक्र मॉडल की और खास तौर पर पारंपरिक झरना मॉडल कि और जीवन चक्र मॉडल के हिस्से के रूप में हमने विभिन्न गतिविधियों को देखा था जो विकास प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं और हमने कुछ समय बिताया व्यवहार्यता अध्ययन जो की महत्वपूर्ण गतिविधि परियोजना प्रबंधक द्वारा की गई केस स्टडी की मदद से हमने पहचाना कौन सी गतिविधि परियोजना प्रबंधक द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान की गई और अंत मैं व्यवहार्यता अध्ययन मैं व्यवसायिक केस लिखा जाता है यह व्यवसायिक के मामले को लिखने की दीक्षा प्रक्रिया में से एक है और हमने देखा था कि एक प्रभावी व्यवसायिक मामला कैसे लिखा जा सकता है अब इस व्याख्यान में आगे बढ़ते हैंपिछले व्याख्यान के बारे में चर्चा के आधार पर हम पुनरावृत्त झरना मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे हम V मॉडल विकासवादी मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल को देखेंगे जो कि इस व्याख्यान की योजना है पारंपरिक झरना मॉडल एक आदर्शवादी मॉडल है इसकी मुख्य समस्या यह है कि इसमें यह माना जाता है कि किसी भी चरण में कोई भी दोष नहीं होता है और सभी चरण पूर्ण हुए हैं और अगला चरण शुरू होता जा रहा है जब तक कि परियोजना संपन्न नहीं हो जाती हैलेकिन हकीकत में जीवन चक्र के हर चरण में कोई ना कोई दोष शामिल हो जाता है और यही कारण है कि एक बार दोष पहचान होने के बाद पिछले चरण में वापस जाना आवश्यक है उदाहरण के लिए एक दोष डिजाइन चरण में पहचाना जा सकता है कि एक आवश्यकता विनिर्देशन एक कार्यक्षमता गायब थी और फिर आवश्यकताओं की गतिविधि को फिर से शुरू करने की आवश्यकता थी आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेज़ और फिर से डिज़ाइन चरण में वापस आते हैं यही कारण है कि हमें प्रतिक्रिया पथ की आवश्यकता है एक बार जब एक चरण में दोष होता है तो एक डेवलपर द्वारा एक गलती होती है जो अक्सर बनी रहती है और बाद के चरण तक देखी जाती है और फिर एक बार और उसे वो बाद के चरण में देखा जाता है फिर इसे हटा दिया जाता है लेकिन यहां सवाल यह हैकि ऐसा क्यों है कि बाद में चरण इस दोष को ठीक करने के लिए अधिक महंगा है जवाब खातिर बहुत दूर नहीं है क्योंकि अगर दोष होता है और इसे तुरंत हटा दिया जाता है तो यह सबसे अच्छी बात है कि लागत न्यूनतम होगी लेकिन हम देखते हैं कि दोष एक चरण के बाद हटा दिया जाता है जो कि अगले चरण में होता है तब केवल दो चरण प्रभावित होते हैं केवल दो चरण के दस्तावेज़ को बदलने की आवश्यकता है लेकिन अगर हम कहें कि एक दोष आवश्यकता विनिर्देश चरण में होता है और परीक्षण के दौरान इसका पता चलता है उसके बाद न केवल आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेज को बदलना होगा डिज़ाइन को बदलना होगा कोड को बदलना होगा और ये बहुत सारी गतिविधियाँ हैं और बहुत सारे दस्तावेजों को बदलने की आवश्यकता है और यही कारण है कि बाद में चरण जिसमें दोष का पता चला है और अधिक महंगा होगा दोष को दूर करना यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसे त्रुटियों के चरण नियंत्रण के रूप में जाना जाता हैं इसलिए यह वही है जो यहां लिखा गया है कि एक बार दोष का पता लगने के बाद पिछले चरणों में काम फिर से करें और इसलिए यदि बहुत से मध्यवर्ती चरण हैं तो यह दोष का पता लगाने से पहले कई चरणों को पार कर गया हैफिर बहुत काम करने की जरूरत है पुनरावृति झरना मॉडल पारंपरिक झरना मॉडल के समान है इसलिए आप यहां झरना देख सकते हैंलेकिन वहाँ भी प्रतिक्रिया पथ हैं यह प्रतिक्रिया पथ मॉडल को पारंपरिक मॉडल के विपरीत यथार्थवादी बनाती है जहां एक चरण पूरा होता है और फिर अगला चरण पूरा होता है और इसी तरह यहां हम मानते हैं कि एक दोष हो सकता है जो परीक्षण चरण के दौरान देखा जाएगा और हमें डिज़ाइन चरण या शायद आवश्यकता विश्लेषण स्थान पर वापस जाने की आवश्यकता है और फिर उस दोष को ठीक करें और इतना ही नहीं बाद के चरण में भी काम को ठीक करें जैसा कि हम कह रहे हैं कि यह त्रुटियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जब उन गलतियों को विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो उन्हें उसी चरण में तय किया जाना चाहिए जो आदर्श है दोषों का पता लगाया जाता है और उसी चरण में उसका निष्पादन किया जाता है जो सबसे कम लागत में होगा दोष का पता लगाने में जितना विलंब होगा उतना अधिक महंगा होगा यदि एक डिज़ाइन दोष का डिज़ाइन चरण में ही पता चला है तो उसे डिज़ाइन दस्तावेज़ को बदलने की आवश्यकता हैलेकिन अगर परीक्षण चरण के दौरान इसका पता लगाया जाता है तो न केवल डिज़ाइन दस्तावेज़ को बदलना होगा तो कोड को फिर से काम करने की जरूरत है और यह बहुत अधिक महंगा होगा इसलिए इसे त्रुटियों के चरण नियंत्रण के रूप में कहा जाता है यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक बार गलती होने पर गलती या त्रुटि होती है इसे उसी चरण में समाहित किया जाना चाहिए जिसे चरण त्रुटियों को शामिल किया जाता है अपने परिचय के बिंदु के करीब त्रुटियों का पता लगाने के सिद्धांत को त्रुटियों का चरण नियंत्रण कहा जाता है यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और बहुत सहज भी है तो यह पुनरावृत्त झरना मॉडल है चरण पारंपरिक मॉडल के समान हैं जो उम्मीद करते हैं कि प्रतिक्रिया पथ उपलब्ध हैं झरना मॉडल की मुख्य ताकत है यह बहुत सहज है सभी विकासकर्ता बहुत ही आसानी से समझ सकते है और मॉडल का उपयोग कर सकते है मील के पत्थर को टीम द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाता है और परियोजना प्रबंधक आसानी से प्रगति की निगरानी कर सकता है यह आवश्यक स्थिरता प्रदान करता है प्रबंधन परियोजना प्रबंधक के पास एक मजबूत नियंत्रण है जो निर्धारित मील के पत्थर और निगरानी रख सकता है लेकिन फिर भी इसमें बहुत कमियां हैं झरना मॉडल के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि यह कार्यात्मकताओं में परिवर्तन को संभालने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैलेकिन लगभग हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आवश्यकताओं में बदलाव होता है कई कारण हैं जिनकी वजह से आवश्यकता बदल सकती है उदाहरण के लिए ग्राहक ने यह नहीं सोचा होगा कि कुछ कार्यशीलता की आवश्यकता होगी क्योंकि वह समझ नहीं पाया या नहीं सोचा कि आप समझ नहीं सकते हैं कि परियोजना की शुरुआत में सबसे आवश्यक क्या हैं लेकिन जैसा कि वह कार्यात्मकताओं को देखता है तो वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि कुछ कार्य फिर से होंगे दूसरा यह है कि जैसे जैसे विकास होता है व्यवसाय स्वयं कुछ परिवर्तन से गुजर सकता है और इसलिए परिवर्तनों की आवश्यकता होगी इसलिए कई कारण हैं कि सॉफ्टवेयर के विकास के दौरान परिवर्तनों की आवश्यकता होगीलेकिन झरना मॉडल में आवश्यकताओं को पहले से तय किया जाता है और फिर डिजाइन कोडिंग और परीक्षण किया जाता है झरना मॉडल द्वारा कोई परिवर्तन करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है यह संभवतः झरना मॉडल की सबसे बड़ी कमी है अन्य कमियां यह हैं कि यहां बहुत सारे दस्तावेज तैयार किए जाते हैं चरण पूरे होते हैं आवश्यकताएं पूरी होती हैं डिजाइन पूरा होता है दस्तावेज तैयार किए जाते हैं कोड पूरा होता है लेकिन परीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं इसलिए परियोजना प्रबंधक को प्रगति की गलत धारणा मिलती है कि परियोजना में प्रगति योजना के अनुसार अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैलेकिन परीक्षण चरण के दौरान पता चलता है कि बहुत कम कार्य किया गया है इसका मुख्य कारण यह है कि एकीकरण अंत में एक बड़ा धमाका है तब तक सब कुछ ठीक था लेकिन एकीकरण के दौरान यह पाया गया है कि अधिकांश कार्यक्षमताऐं कार्य नहीं कर रहे हैं इस मॉडल के साथ एक और समस्या यह है कि एक बार ग्राहक आवश्यकता देने के बाद उनके पास सिस्टम को देखने का कोई मौका नहीं होता है जब तक कि यह उन्हें वितरित नहीं किया जाता है यह वास्तव में अच्छा होता अगर ग्राहक इसमें शामिल होते कि वे देख सकते थे कि वे जो कार्यशीलता विकसित कर रहे हैं वे क्या है वे संशोधन और इतने पर सुझाव दे सकते थे झरना मॉडल के साथ ये सबसे बड़ी मुश्किलें हैं कि इसमें संभालने के लिए लचीलापनआवश्यकता परिवर्तननहीं है प्रगति की झूठी छाप क्योंकि चरण तो लगातार पूर्ण होते जा रहे हैं लेकिन अंत में बिग बैग पर एकीकरण है जहां यह देखा गया है कि प्रगति बहुत कम हैअधिकांश फंक्शनैलिटीज कार्य नहीं कर रहे हैं और ग्राहक की भागीदारी बहुत कम है ग्राहक सुझाव नहीं दे सकता है लेकिन झरना मॉडल काफी लोकप्रिय मॉडल है और कुछ प्रकार की परियोजनाओं में वह सफलतापूर्वक काम में लिया गया था वे परियोजनाएं जिनके लिए झरना मॉडल उचित हैजहां का ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी है और उसने इसी तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग पूर्व में किया है वे जानते हैं कि उन्हें क्या आवश्यकता है ऐसा नहीं है कि वे नए प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे हैंयह एक नियमित सॉफ्टवेयर है आवश्यकताओं को अच्छी तरह से जाना जाता है और स्थिर हैप्रौद्योगिकी को समझा जाता है विकास टीम के पास इसी तरह की परियोजना के साथ अनुभव है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह परियोजना एक रूटीन कैसे परियोजना जहाँ विकास टीमों ने समान काम किया है वे सिर्फ एक और समान चीज विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप कह सकते हैं कि यहां चुनौतियां कम हैं क्योंकि उन्हें आवश्यकताओं का ज्ञान है सॉफ्टवेयर आखिरकार कैसा दिखायेगा कौन सी कार्यशीलता बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है प्रौद्योगिकी समझी हुई होती है विकास टीम के पास ऐसी ही परियोजनाओं में अनुभव है और इस तरह की सरल परियोजनाओं के लिए झरना मॉडल का उपयोग किया जा सकता है और यह इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह सबसे कुशल तरीका है लेकिन पारंपरिक झरना मॉडल के बारे में क्यापुनरावृत्त झरना मॉडल का उपयोग किया जाता है हमने देखा कि सरल परियोजनाओं के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन पारंपरिक झरना मॉडल के बारे में क्या क्योंकि यहाँ यह आदर्शवादी मॉडल था जहाँ यह माना जाता था कि किसी भी चरण में कोई दोष नहीं है सभी चरण आदर्श रूप से आगे बढ़ते हैं लेकिन इसका उपयोग यह है कि अंतिम दस्तावेज को ऐसे दिखाई देना चाहिए जैसे एक पारंपरिक झरना मॉडल का उपयोग करके सॉफ्टवेयर विकसित किया गया हैकोई गलती नहीं हुई है और यदि दस्तावेज़ को इस तरह लिखा गया है तो यह दस्तावेजों की सुविधाहै बस एक सादृश्य देने के लिए आप एक गणितीय प्रमेय साबित करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं या शायद गणितीय समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कई बार गलतियों को सुधार सकते हैं पिछले चरण और पिछले चरण पर वापस जाएं क्या होगा अगर इस समस्या के लिए आपके अंतिम दस्तावेज़ में ये सभी चीजें हैं जहां आपने गलती की जहां आप वापस सही हो गए और इस तरह यह समझने की कोशिश कर रहे किसी व्यक्ति के लिए बेहद जटिल हो जाता है किसी को समझने के लिए सबसे अच्छा यह है कि आप उसे सही कदम देंमानो आपने कोई गलती नहीं की है वगैरह वगैरह तथा और यही वह मूल रूप से पारंपरिक झरना मॉडल है यह की सभी चरण बिना किसी गलती के आगे बढ़े हैं अब हम V मॉडल को देखते हैंयह झरना मॉडल का एक प्रकार है केवल छोटे परिवर्तन हैं झरना मॉडल के कुछ व्युत्पन्न हैं अनिवार्य रूप से सभी गतिविधियाँ झरना मॉडल की है अब V मॉडल को देखें V मॉडल पूरे जीवन चक्र में वैद्यता और सत्यापन गतिविधियों पर जोर देता है हमने देखा था की झरना मॉडल में परीक्षण गतिविधि सिर्फ अंत में थी शुरू में एक आवश्यकता विनिर्देशन है फिर एक डिजाइन कोडिंग हैलेकिन परीक्षण गतिविधियां केवल अंत में हैं और यही कारण है कि परीक्षण गतिविधियों में लंबा समय लगता है और दूसरी समस्या यह है कि परीक्षक क्या करते हैं जब तक कि परीक्षण चरण शुरू नहीं हो जाता तब तक वे क्या करे V मॉडल इस बात का जवाब देता है कि यह वैद्यता और सत्यापन पर जोर देता है और आम तौर पर इस मॉडल का उपयोग किया जाता है जहां सॉफ्टवेयर को अधिक विश्वसनीय माना जाता है उदाहरण के लिए उन सॉफ्टवेयरों का उपयोग किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण एप्लिकेशन में V मॉडल का उपयोग करते हैं विकास के हर चरण में कुछ परीक्षण गतिविधियाँ होती हैं उदाहरण के लिए परीक्षण के मामलों की योजना बनाना और बाद में उन्हें निष्पादित किया जा सकता हैलेकिन हर चरण में कुछ परीक्षण गतिविधियाँ होती हैं इसलिए यह V मॉडल का आरेखीय प्रतिनिधित्व है V यहां मॉडल प्रतिनिधित्व जैसा दिखता है और यही कारण है कि इसे V मॉडल कहा जाता आवश्यकता विनिर्देश के दौरान सिस्टम परीक्षण के मामले विकसित किए जाते हैं जो सिस्टम परीक्षण के दौरान निष्पादित किए जाते हैं उच्च स्तरीय डिजाइन के दौरान एकीकरण परीक्षण के मामले विकसित होते हैं विस्तृत डिजाइन यूनिट परीक्षण मामलों के दौरान विकसित किए जाते हैं जो कोडिंग पूरा होने के बाद यूनिट परीक्षण के दौरान उपयोग किए जाते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सत्यापन और वैद्यता गतिविधियों पर जोर है और हर चरण में कुछ परीक्षण गतिविधियाँ हैं झरना मॉडल के विपरीत जहां परीक्षण गतिविधियां केवल एकीकरण और सिस्टम परीक्षण में ही होती है यहाँ इस स्लाइड यह सिर्फ यह कहता है कि सिस्टम क्या हैं यहाँ यह स्लाइड यह कहता है कि आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देश प्रणाली परीक्षणकेस डिज़ाइन गतिविधियों के दौरान परीक्षण गतिविधियाँ क्या होती हैं उच्च स्तरीय डिज़ाइन एकीकरण परीक्षण डिज़ाइन गतिविधियाँ होती हैं और विस्तृत डिज़ाइन यूनिट परीक्षण डिज़ाइन गतिविधियों के दौरान होते हैं इस मॉडल की ताकत यह है कि सत्यापन और वैधता पर जोर देती है यह झरना मॉडल के समान है जो यह उम्मीद करता है कि हर चरण में कुछ सत्यापन और वैधता गतिविधियां हैं लेकिन फिर इसमें कई तरह की कमजोरी है जैसे कि झरना मॉडल यहां चरणों के अतिव्यापी का समर्थन नहीं करता है वह एक चरण पूरा करना है फिर अगला चरण शुरू होगाक्या होगा अगर कुछ विकासकर्ता में से कुछ विकासकर्ता पहले पूरा करते हैं तो क्या उन्हें दूसरे विकासकर्ता के इंतजार में पूरा होना चाहिए और क्या उनको अगला चरण शुरू करना चाहिए यह मॉडल इसकीअनुमति नहीं देता है वे सभी चरण की प्रतीक्षा करते हैं चरण पूरा हो जाएगा और उसके बाद ही वे अगले चरण की शुरुआत कर सकते हैं प्रभावी जोखिम से निपटने के लिए सहायता प्रदान नहीं करता है तो ये V मॉडल की कुछ समस्याएं हैंलेकिन फिर यह उच्च विश्वसनीयता की आवश्यकता वाले सिस्टम की प्राकृतिक पसंद है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब सभी आवश्यकताओं को अग्रिम रूप से जाना जाता है और प्रौद्योगिकी को जानी हुई है अब हम प्रोटोटाइप मॉडल को देखते हैं जो कि बुनियादी झरना मॉडल का एक छोटा बदलाव है यदि हम प्रोटोटाइप मॉडल के आरेखीय प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो यहां प्रारंभिक चरण प्रोटोटाइप निर्माण है और उसके बाद डिजाइन कोडिंग आदि किया जाता है यहां झरने के मॉडल की तरह ही गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं लेकिन फिर वास्तविक विकास शुरू करने से पहले एक कार्यशील प्रोटोटाइप बनाया जाना चाहिए एक प्रोटोटाइप क्या है एक प्रोटोटाइप प्रणाली का एक खिलौना कार्यान्वयन है जिसमें सीमित कार्यक्षमताएं कम विश्वसनीयता और इस तरह है लेकिन सवाल यह है कि हमें पहले एक प्रोटोटाइप विकसित करने की आवश्यकता क्यों हैइससे पहले कि हम सिस्टम विकसित करना शुरू करें प्रोटोटाइप विकसित करने के क्या फायदे हैं पहली बात यह है कि एक बार जब आप प्रोटोटाइप विकसित कर लेते हैं तो हम जान सकते हैं कि सभी आवश्यकताएँ क्या होनी चाहिएक्या कोई आवश्यकताएं हैं जो की कम है यदि ग्राहक प्रोटोटाइप देख सकता है जब आप यह पता लगा सकते हैं कि लापता आवश्यकताएं क्या हैं ग्राहक के साथ संचार में सुधार है उपयोगकर्ता की भागीदारी है क्योंकि शास्त्रीय या पुनरावृत्त झरना मॉडल के विपरीत जहां आवश्यकताओं को केवल एक चीज दी जाती है जो ग्राहक वितरित सॉफ़्टवेयर को देखता है प्रोटोटाइप विकसित करने का कारण ग्राहक को यह बताना है कि सॉफ्टवेयर कैसा दिख रहा हैइनपुट डेटा प्रारूप संदेश रिपोर्ट इंटरैक्टिव संवाद क्या होंगे उत्पाद विकास से जुड़े तकनीकी मुद्दे डेवलपर्स प्रयोग कर सकते हैं और पता करें कि तकनीकी मुद्दों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कभी कभी प्रमुख निर्णय हार्डवेयर नियंत्रक की प्रतिक्रिया समय जैसे मुद्दों पर निर्भर करते हैं और इस प्रकार प्रोटोटाइप विकसित करने से डिज़ाइनर हार्डवेयर के आधार पर अपना समाधान कर सकते हैं यह हार्डवेयर कंट्रोलर का रिस्पांस टाइम अपफ्रंट पर है बल्कि पूरे डेवलपमेंट एक्टिविटी में आगे बढ़ना है और यह पता लगाना कि हार्डवेयर नियंत्रक प्रतिक्रिया समय धीमा है और उन्हें सब कुछ बदलने की आवश्यकता है तो ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में एक प्रोटोटाइप सहायता विकसित करना और कई तकनीकी मुद्दों को भी स्पष्ट किया जाता है और विकास सही ढंग से आगे बढ़ सकता है इसके अलावा जब एक प्रोटोटाइप विकसित किया जाता है तो एक बार इसका उपयोग ग्राहक को दिखाने के लिए किया जाता है और वास्तविक प्रणाली विकसित की जाती है लेकिन फिर यह अनुभव कि विकास टीम को प्रोटोटाइप विकसित करने में मिलता है जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर विकसित करने में लंबा रास्ता तय करता है यहां प्रोटोटाइप मॉडल में पहले अनुमानित आवश्यकताओं को प्राप्त किया जाता है एक त्वरित निर्णय होता है और फिर विभिन्न शॉर्टकट्स का उपयोग करके प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाता है शॉर्टकट अक्षम गलत या डमी कार्यों की तरह हो सकते हैंवास्तविक गणना के लिए कोड लिखने के बजाय टेबल देखो हम इस बात का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कि इस आरेख में शुरू में एक त्वरित निर्णय उन आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है जिन्हें प्रोटोटाइप इकट्ठा किया गया है ग्राहक की प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन के लिए ग्राहक को प्रस्तुत आवश्यकताओं को फिर से परिष्कृत करें प्रोटोटाइप में एक त्वरित डिजाइन परिवर्तन है और इसलिए जब तक ग्राहक प्रोटोटाइप से संतुष्ट नहीं होता है तब सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक झरना मॉडल का उपयोग किया जाता है इसलिए यह झरना मॉडल का केवल एक छोटा रूपांतर है जो केवल प्रारंभिक प्रोटोटाइप निर्माण है जो यहां जोड़ा गया है और प्रोटोटाइप की वजह से एक आवश्यकता विनिर्देशन की तरह है एनिमेटेड आवश्यकता विनिर्देशन एक आवश्यकता प्रमाणन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं हो सकती है लेकिन एक बात जो हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रोटोटाइप मॉडल में एक बार प्रोटोटाइप का उपयोग ग्राहक को प्रदर्शित करने और तकनीकी मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया है प्रोटोटाइप को फेंक दिया जाता है और फिर विकास शुरू होता है लेकिन क्या प्रोटोटाइप निर्माण लागत में खर्चा जोड़ता है और विकास अधिक महंगा हो जाता है नहीं वास्तव में क्योंकि अनसुलझे तकनीकी मुद्दों के साथ अस्पष्ट उपयोगकर्ता की आवश्यकता के साथ प्रणाली के लिए प्रोटोटाइप वास्तव में सॉफ्टवेयर विकसित करने का एक लागत प्रभावी तरीका है क्योंकि एक प्रोटोटाइप के बिना हमें कई बार सॉफ्टवेयर की हवा बदलनी पड़ सकती है और इससे यह और अधिक महंगा हो जाएगा जिससे बड़े पैमाने पर पुनर्खरीद की लागत कम हो जाएगी और भले ही प्रोटोटाइप विकसित करने की एक छोटी सी लागत है लेकिन यह प्रोटोटाइप का उपयोग न करने की तुलना में अधिक प्रभावीलागत प्रभावी होगी और अंत में पता चलेगा कि ग्राहक में बहुत असंतोष है और कई बदलावों का सुझाव देता है और कई बदलाव होने के कारण तकनीकी मुद्दे भी अनसुलझे हैं इस चर्चा के साथ हम सिर्फ यहाँ रुकेंगे और अगले व्याख्यान में कुछ और जीवन चक्र मॉडल पर चर्चा जारी रखेंगे